तो इस व्याख्यान में हम एक एंटीना का पोलराइजेशन देखेंगे तो पोलराइजेशन वास्तव में एंटीना में है अगर यह एक विकिरण एंटीना है या ट्रांसमिटिंग एंटीना है तो पोलराइजेशन का एक अर्थ है अगर यह रिसीविंग एंटीना तो पोलराइजेशन का थोड़ा अलग अर्थ है अब कृपया याद रखें कि एक एंटीना के पोलराइजेशन का मतलब एक बात है पोलराइजेशन अलग अलग दिशाओं में अलग अलग है तो जब हम एक एंटीना का पोलराइजेशन कहते हैं हमें यह भी निर्दिष्ट करना चाहिए कि हम किस दिशा में पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं आम तौर पर हम कहते हैं कि एक एंटीना में बहुत अधिक डिरेक्टिविटी होती है और एंटीना में बहुत अधिक गैन होता है लेकिन यह कुछ कोण या निश्चित ठोस कोण के सापेक्ष है इसका मतलब है कि theta phi दिशा इसी तरह पोलराइजेशन भी है किसी दिए गए दिशा में एक एंटीना का पोलराइजेशन विकिरणित वेव के पोलराइजेशन के रूप में परिभाषित किया जाता है जब एंटीना को उर्जित किया जाता है इसका मतलब है कि जो भी वेव विकीर्ण हो रही है पोलराइजेशन उसी के लिए है तो एंटेना पोलराइजेशन को समझने के लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि एक तरंग के पोलराइजेशन से हमारा क्या मतलब है इसका मतलब है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग उसके पोलराइजेशन की परिभाषा क्या है अभी वहां जाने से पहले मैं अब यह कहना चाहता हूं कि उल्टा मामला क्या है इसका मतलब है अगर एंटीना रिसीविंग एंटीना है एंटीना के पोलराइजेशन का क्या अर्थ है तो उस स्थिति में यह किसी दिए गए दिशा में एंटीना की तरंग या आने वाली तरंग का पोलराइजेशन होता है जिसके परिणामस्वरूप एंटीना टर्मिनलों पर अधिकतम शक्ति उपलब्ध होती है उससे तुम्हारा क्या मतलब है तो यह रिसीविंग केस है इसका मतलब है कि मेरे पास एक रिसीविंग एंटीना है तो यह मेरी एंटीना है वेव आ रही है तो मैं कह रहा हूं इस दिशा से आ रही है जिसे मैं देखना चाहता हूं तो इस वेव का पोलराइजेशन क्या है बशर्ते मुझे यहां अधिकतम शक्ति अधिकतम उपलब्ध शक्ति मिले तो अगर नहीं तो वहाँ एक mismatch होगा लॉस होगा अब जैसा कि मैंने कहा कि यदि दिशा नहीं बताई गई है क्योंकि कई बार हम देखेंगे कि यह एक ऐसा और इतना ध्रुवीकृत एंटीना है जिसका अर्थ है वह उस मामले में थीटा phi को निर्दिष्ट नहीं कर रहा है दिशा को अधिकतम गैन की दिशा में ले जाया जाता है तो एंटेना का अधिकतम गैन है उसकी एक दिशा है क्योंकि गैन theta phi फ़ंक्शन है तो theta phi के बिना गैन का मतलब उस फ़ंक्शन के अधिकतम में होता है इसलिए उस दिशा में पोलराइजेशन को स्टॉक किया जाता है जब कुछ भी निर्दिष्ट नहीं किया जाता है अब फिर याद करता हूं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का पोलराइजेशन क्या है दरअसल इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ाया जाता था तो यह एक विकिरणित विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुणधर्म है जो तरंग की विद्युत क्षेत्र सदिश के समय के साथ परिवर्तित दिशा और सापेक्ष परिमाण का वर्णन करती है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का पोलराइजेशन क्या है यह विद्युत क्षेत्र सदिश की समय के साथ परिवर्तित दिशा और सापेक्ष परिमाण है मूल रूप से गणितीय शब्दों में हम समय के साथ विद्युत क्षेत्र सदिश का लॉकस कह सकते हैं तो यह मूल रूप से अंतरिक्ष में एक निश्चित स्थान पर विद्युत क्षेत्र सदिश के अंतिम बिंदु का लॉकस है और जिस अर्थ में उस लॉकस का परीक्षण किया जाता है वह प्रसार की दिशा में देखा जाता है अब ये वास्तव में सटीक शब्द हैं लेकिन यह समझने के लिए कि मुझे एक प्लेन वेव खींचना है मान लीजिए कि एक प्लेन वेव आम तौर पर हम जो कहते हैं कि प्लेन वेव plane wave विद्युत क्षेत्र सदिश कुछ ऐसा होता है तो यह विद्युत क्षेत्र सदिश ई फील्ड का आकार है तो जाहिर है इसका मतलब है आप वेव का स्थानिक विवरण देखते हैं इसका मतलब है कि किसी विशेष समय पर मैं देख रहा हूं कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश इस तरह है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश इस तरह है आदि अब मैं बजाय अगर a लेने के अगर मैं एक बिंदु को ठीक करूं और यह देखूं कि समय के साथ विद्युत क्षेत्र सदिश क्या है पोलराइजेशन क्या है आप देखिए मुझे इस तरह की एक तस्वीर मिलेगी आप देखते हैं माना हम कोई बिंदु फिक्स कर लेते है इसलिए यहाँ अगर मैं यहाँ लगता हूँ मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे कि मुझे मिलेगा मान लीजिए मैं इस बिंदु पर हूं मैं यहां हूं इसलिए मैं यहां कुछ देखूंगा अगले पल यह थोड़ा बढ़ जाएगा फिर यह फिर से ऐसा हो जाएगा उसके बाद फिर से यह इस तरह होगा जैसे आप वहां देखते हैं कि यह एक प्लेन वेव है जाहिर है मैंने एक प्लेन वेव खींची है लेकिन इसके आम तौर पर चित्र बनाने के बजाय हम हमेशा इसके स्थानिक परिवर्तन की बात करते हैं लेकिन अगर आप इस विद्युत क्षेत्र सदिश का समय के साथ परिवर्तन को देखते हैं तो इसे कैसे बनाएंगे यह अनुरेखण क्या है यह एक रेखा को ट्रेस करना है तो यह एक लीनियर पोलराइजेशन है अब इसके बजाय यह भी एक लीनियर पोलराइजेशन का मामला है आप देखते हैं यह हमेशा ऐसे ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज की तरह नहीं होते हैं यह कुछ इस तरह से हो सकता है यह लीनियर पोलराइजेशन के मामले में भी है यह लीनियर पोलराइजेशन के मामले में भी है लेकिन लीनियर पोलराइजेशन फिर से एक विशेष मामला है वास्तव में सभी चीजों का रैखिक होना जरुरी नहीं है तो पोलराइजेशन यह आमतौर पर होता है इसे अण्डाकार के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि इस ई फ़ील्ड वेक्टर को सामान्य रूप से तोड़ा जा सकता है क्योंकि आप देखते हैं कि तरंग ई फ़ील्ड की दिशा में प्रसारित हो रही है जिसमें 2 आयामी निरूपण हो सकता है इसलिए आमतौर पर हम इसे X और Y के साथ निरूपित करते है इसलिए सामान्य तौर पर इस विद्युत क्षेत्र सदिश में एक X घटक और एक Y घटक भी होगा इसलिए सामान्य तौर पर यह लॉकस होता है जो समय के साथ ट्रेस करने पर आएगा अगर मैं किसी विशेष बिंदु पर रहता हूं और समय के साथ उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश देखता हूं तो मैं देखूंगा कि विद्युत क्षेत्र सदिश की नोक एक दीर्घवृत्त ट्रेस कर रही है विशेष मामले में कभी कभी यह दीर्घवृत्त एक वृत्त बन जाता हैं उस समय हम इसको एक सर्कुलर पोलराइजेशन कहते हैं कभी कभी वह दीर्घवृत्त एक लाइन बन जाता है उस समय हम इसे लीनियर पोलराइजेशन कहते हैं अब ई फ़ील्ड वेक्टर जब यह एक दीर्घवृत्त ट्रेस करता है एक दीर्घवृत्त क्या है यह एक दीर्घवृत्त है अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर टिप मान लीजिए कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का टिप है ये सभी समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं तो आप इस मामले में देखते हैं कि यह घड़ी की दिशा में एक दीर्घवृत्त ट्रेस कर रहा है मेरे पास एक मामला भी हो सकता है जहाँ यह एक दीर्घवृत्त है इसका मतलब है मैं दिखाऊंगा कि यह एक क्लॉकवाइज है यह एक एंटीक्लॉकवाइज है तो यह हमें समझ में आता है इसलिए इसे CW क्लॉकवाइज कहा जाता है इसे CCW कहा जाता है काउंटर क्लॉकवाइज अब कभी कभी CW को राइट हैंड पोलराइजेशन राइट हैंड पोलराइज़्ड वेव और CCW को लेफ्ट हैंड पोलराइज़्ड वेव कहा जाता है स्पष्ट कारणों से आप देखते हैं कि CW का अर्थ दायां हाथ है और यह CW बाएं हाथ का है ये नामकरण हैं लेकिन अधिक महत्वपूर्ण यह क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज है अब हमें अपनी चीजों के लिए क्या चाहिए जैसा कि मैं कह रहा था कि तात्कालिक ई क्षेत्र का सबसे सामान्य वर्णन कुछ होगा हम जानते हैं कि यदि कुछ भी एक क्षेत्र है तो इसका मतलब कि एक क्षेत्र और तरंग होना चाहिए इसमें टाइम फंक्शन के साथ साथ स्पेस फंक्शन भी होना चाहिए तो E z t तो यह हो सकता है अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई 2 आयामी घटक x और y घटक है तो प्लेन वेव का तात्कालिक ई क्षेत्र जो चलता है कृपया याद रखें कि यह minus z दिशा में यात्रा कर रही है इसे Ex z t ax plus Ey z t ay के रूप में लिखा जा सकता है कार्टेशियन निर्देशांक में कहा गया है कि x y यहाँ इकाई सदिश और Ex ई क्षेत्र के x घटक का आयाम है Ey ई क्षेत्र के y घटक का आयाम है और इस Ex घटक का समय चरण या मैं इसे इस तरह लिखूंगा क्योंकि यहाँ समय चरण भी हैं चलिए हम भी बताते हैं कि मैं इस तरह लिखूंगा Ex का आयाम Ex है Ey का आयाम है Ey Ex का समय चरण है phi x Ex का समय चरण है phi y है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि यह चरण Ex क्या है यह Ex का वास्तविक भाग है e की पावर j k z क्योंकि यह minus z दिशा में जाने वाली एक वेव है minus j k z plus phi x e to power j omega t और Ey phasor क्या है यह Ey का वास्तविक भाग है e to the power j k z plus phi y e to the power j omega t तो मैं लिख सकता हूँ Ex कुछ भी नहीं है लेकिन Ex cos k z plus cos omega t plus k z plus phi x है और Ey Ey cos omega t plus k z plus phi y है अब तरंग के लीनियर पोलराइजेशन होने के लिए मैं क्या चाहता हूं 2 घटकों के बीच का समय चरण अंतर pi का एक समाकल गुणक होना चाहिए इसका मतलब है मैं जो चाहता हूं वह del phi है जो कुछ भी नहीं है लेकिन phi y minus phi x जो n pi होना चाहिए n पूर्णांक है इसे लीनियर पोलराइजेशन कहा जाता है सर्कुलर पोलराइजेशन के लिए मैं चाहता हूं वह Ex परिमाण और Ey परिमाण समान होने चाहिए मैं यह भी चाहता हूं कि समय चरण अंतर pi by 2 का गुणक होना चाहिए इसलिए इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं कि phi x phi y minus phi x 2 n plus 1 pi by 2 प्लस 2n के बराबर हो pi by 2 विषम गुणक तो मैं लिख सकता हूँ 2 n plus आधा into pi n 0 1 2 आदि के बराबर है CW के लिए और minus 2 n plus आधा pi n 0 1 2 के बराबर है CCW के लिए आप बस कर सकते हैं वास्तव में कक्षा 12 में आप में से कुछ ने किया होगा और कृपया याद रखें कि यदि वेव प्रोपगेशन की दिशा उलट है यानिकि minus z दिशा में वेव प्रोपगेशन के बजाय अगर मेरे पास z दिशा है तो ये दोनों विपरीत होंगे इसका मतलब है यह CW होगा यह CCW होगा तो सर्कुलर पोलराइजेशन के लिए महत्वपूर्ण बात है दोनों घटक की परिमाण समान होनी चाहिए और दोनों घटकों के बीच का समय चरण अंतर pi by 2 का विषम गुणक होना चाहिए इसलिए यह सर्कुलर पोलराइजेशन की मांग है और इलिप्टिकल पोलराइजेशन क्या है तो इलिप्टिकल पोलराइजेशन का मतलब है कि परिमाण के साथ परिमाण के साथ मुझे किसी भी संबंध की आवश्यकता नहीं है इसलिए Ex परिमाण और Ey परिमाण का कोई संबंध और समय चरण अंतर नहीं है तो डेल्टा phi यह pi by 2 के विषम गुणक हो सकता है या pi by 2 के विषम गुणक नहीं भी हो सकता है इसका मतलब है यहाँ भी कोई अंतर नहीं है इसका मतलब है कि यह सबसे सामान्य मामला था अब जब यह विषम गुणक हो जाता है और ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो यह वृत्तीय हो जाते हैं यदि समय चरण अंतर a का विषम गुणक हो जाता है सॉरी pi का समाकल गुणक या आप कह सकते हैं pi by 2 का सम गुणक हो जाता है तो यह एक रेखीय आदि है इसलिए अंततः हम कह सकते हैं कि अगर यह हमारी वास्तविक आयताकार दिशा है लेकिन दीर्घवृत्त में शायद एक झुकाव है तो यह दीर्घवृत्त जाहिर है अगर यह बड़ा है तो इसे दीर्घवृत्त की प्रमुख अक्ष कहा जाता है इसका मतलब है यहां और यहां से यहां तक कि इसे दीर्घवृत्त का लघु अक्ष कहा जाता है अब यह वास्तव में कितना है आप जानते है की कि इन 2 का मतलब है कि Ex घटक का अधिकतम क्या है और Ey घटक का अधिकतम क्या है वह अनुपात तरंग के पोलराइजेशन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है उस अनुपात को अक्षीय अनुपात अक्षीय अनुपात AR कहा जाता है यह मेजर अक्ष by माइनर अक्ष से दिया जाता है इसलिए अगर हम कहते हैं कि यह O है और यह A है और यह माना की B है तो मैं कह सकता हूं कि यह OA by OB है और आम तौर पर यह अक्षीय अनुपात 1 से अनंत तक परिवर्तित होता है तो यह तरंग का पोलराइजेशन है अगर हम समझते हैं तब हम समझ सकते हैं कि एक ट्रांसमिटिंग वेव के लिए यह एंटेना पोलराइजेशन होगा इसका मतलब है एंटीना एक तरंग विकीर्ण कर रहा है तो सामान्य तौर पर एंटीना में इलिप्टिकल पोलराइजेशन होगा लेकिन यदि दो विकिरणित तरंगों में X और Y घटक होते हैं तो उनके बीच ये संबंध होते हैं तो वे वृत्तीय हो सकते हैं या फिर वे अण्डाकार हो सकते हैं तो अब पोलराइजेशन हानि कारक क्या है रिसीविंग एंटीना का पोलराइजेशन इंसिडेंट वेव के पोलराइजेशन के समान नहीं हो सकता है यदि वे समान हैं इसका मतलब है जो भी इंसिडेंट वेव के पोलराइजेशन और एंटेना पोलराइजेशन इसका मतलब है एक ट्रांसमिटिंग एंटीना के रूप में पोलराइजेशन समान होता है तो यह रिसीविंग एंटीना अधिकतम शक्ति निकालने में सक्षम होगा अन्यथा एक पोलराइजेशन मिसमैच होगा तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक इंसिडेंट वेव है तो फिर से मैं पोलराइजेशन लॉस फैक्टर पर चर्चा कर रहा हूं पहले से ही हमने इसे दक्षता समय के मामले में देखा है तो मैं इस तरह से लिखता हूं कि ai इंसिडेंट ई क्षेत्र की दिशा में इकाई सदिश है और रिसीविंग एंटीना का पोलराइजेशन जो माना Ea है तो यूनिट सदिश aant क्या है aant एंटीना पोलराइजेशन की दिशा में एक इकाई सदिश है फिर PLF क्या होगा PLF केवल इन 2 दिशाओं का परिमाण होगा आप इसे वर्ग कह सकते हैं तो अगर हम उसका चित्र बनाते हैं कि यह ai सदिश है और यह a एंटीना वेक्टर है तब और यह कोण phi p है इसलिए मैं इसे phi p square लिख सकता हूं यह भी एक आयामहीन मात्रा cos phi p है तो इसका मतलब है यह 2 कोण तो अब इससे हम पूछ सकते हैं कि अगर एंटीना में पोलराइजेशन मैच है तो PLF का मूल्य क्या होगा इसका अर्थ है उस स्थिति में यह कोण 0 होगा so cos 0 1 है इसलिए हम कह सकते हैं कि मिलान के मामले में PLF 1 है और पूरी तरह से मिसमैच के मामले में इसका मतलब है कि ऑर्थोगोनल केस में PLF 0 होगा इसलिए मैं क्या कह सकता हूं इसलिए ऑर्थोगोनल PLF 0 होगा कभी कभी लोग कहते हैं कि PLF dB जो इस PLF का log है अब यहाँ गुणा मुझे 10 या 20 का उपयोग करना होगा यह सब शक्ति की बात है यही कारण है कि यह 10 है 10 लॉग 10 है अब ये पोलराइजेशन लॉस फैक्टर अंतरिक्ष संचार और रेडियो खगोल विज्ञान आदि में लिंक बजट गणना के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बहुत कठिन बजट है इसलिए ये कारक कुछ cos थीटा चीज़ है जो उनके लिए महत्वपूर्ण है तो इसीलिए इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए अब इसलिए हमने विस्तार से देखा है कि एंटीना का पोलराइजेशन क्या है क्योंकि एक डिजाइनर को यह जानना चाहिए कि पोलराइजेशन से वास्तव में क्या मतलब है तब हम देखेंगे कि कभी कभी वास्तव में एंटीना यह डिजाइन आदि होता है किसी अन्य तत्व से पूरी तरह से अलग होता है जो पूरे लिंक में होता है लेकिन एंटीना हमेशा ट्रांसमीटर से या रिसीवर से जुड़ा होना चाहिए अब यदि आप ट्रांसमीटर से देखते हैं या रिसीवर से देखते हैं तो एंटीना कुछ भी नहीं है लेकिन इसे एक ब्लॉक की विशेषता होना चाहिए जो कुछ कर रहा है वह विकीर्ण कर रहा है आदि लेकिन एक ट्रांसमीटर के लिए यह कुछ शक्ति ले रहा है और यह कुछ बना रहा है इसलिए इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी किसी भी 2 पोर्ट नेटवर्क में हम इसे एक इम्पीडेन्स द्वारा चिह्नित करते हैं हम इसे वोल्टेज द्वारा चिह्नित नहीं करते हैं या इसे धारा द्वारा चिह्नित नहीं करते हैं क्योंकि वे हमारे उत्तेजक और प्रभाव आदि हैं लेकिन ब्लॉक की विशेषता जो वोल्टेज और धारा का अनुपात है वह इम्पीडेन्स है क्योंकि जो भी वोल्टेज मैं देता हूं जो भी धारा देता हूं वह तब तक नहीं बदलता है जब तक कि इम्पीडेन्स इसकी वैधता की सीमा के भीतर है 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए इम्पीडेन्स विशिष्ट रूप से होता है तो जब एक ट्रांसमीटर एंटीना को देख रहा है तो इसे एक इम्पीडेन्स की तरह मानते है यह एक विकिरण उपकरण हो सकता है लेकिन यह शक्ति ले रहा है तो उस समय यह एक इम्पीडेन्स के रूप में लिया जाना चाहिए इसी तरह जब यह प्राप्त कर रहा है यह शक्ति ले रहा है लेकिन अंत में यह एक लोड को दे रहा है यह लोड स्पेक्ट्रम एनालाइजर हो सकता है यह लोड एक सरल प्रतिरोध हो सकता है यह लोड एक प्रेरकत्व हो सकता है तो उस समय इसे एक इम्पीडेन्स द्वारा भी वर्णित किया जाना चाहिए इसलिए इसका मतलब है अंततः यहाँ आप देखते हैं जब हम एंटीना का विश्लेषण करते हैं यह पूरी तरह से फील्ड थ्योरी है हमने धारा तत्व के मामले में देखा है कि कैसे हमने मैक्सवेल के समीकरणों को हल किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या हैं लेकिन फिर वहां से आपने देखा कि हम यह पता लगाने में सक्षम थे कि शक्ति आदि कितनी है यह कितनी दे रहा है और अंतत हम देख सकते हैं कि एक धारा तत्व की विकिरण प्रतिरोधकता क्या है इसका मतलब है हम फिर से उस फील्ड थ्योरी को निचले स्तर के सिद्धांत से जोड़ सकते हैं आप सर्किट थ्योरी कहते हैं यह भी एक विकिरण है जो एक जगह ले रहा है हमने प्रतिरोध के रूप में मॉडल तैयार किया है तो अब हमें इस पूरी चीज़ को मॉडल करने में सक्षम है हमने यह भी देखा है कि एंटीना के पास एक क्षेत्र है जो प्रसार नहीं कर रहा है यह एक प्रतिक्रियाशील ई क्षेत्र है इसका मतलब है इसे रिएक्टेंस की तरह विशेषित किया जाना चाहिए तो हमने यह भी देखा है कि एंटीना आदि में लॉस हैं इसलिए प्रतिरोध में भी लॉस है तो एक प्रतिरोध में लॉस विकिरण प्रतिरोध में लॉस एक रिएक्टेंस इसका मतलब है कि यह एक इम्पीडेन्स तरह विशेषित किया जाना चाहिए जिसे एंटीना का इनपुट इम्पीडेन्स कहा जाता है और वास्तव में एक ट्रांसमीटर इनपुट इम्पीडेन्स को देखता है क्योंकि एक ट्रांसमीटर जानता है कि आपको शक्ति पहुंचाना होगा आप इसे कितनी शक्ति प्रदान करेंगे उस गणना के लिए उसका कितना उपयोग किया जाएगा हमें एंटीना को इसके इनपुट इम्पीडेन्स द्वारा विशेषित करने की आवश्यकता है इसी प्रकार रिसीवर पक्ष में अंततः रिसीवर को यह जानना होगा कि में रिसीविंग एंटीना से शक्ति निकाल लूंगा तो उस एंटीना रिसीविंग एंटीना का इम्पीडेन्स क्या है ताकि मैं शक्ति निकाल सकूं तो ये आवश्यक हैं और इसे हम अगली कक्षा में ले जाते है कि एंटीना के इनपुट इम्पीडेन्स क्या है और फिर हम एक अवधारणा देखेंगे जो रिसीविंग एंटीना के लिए आवश्यक है जो कि एंटीना का प्रभावी एपर्चर है ताकि हम यह सभी गणना कर सकें इसलिए इसका मतलब है कि अब हम फील्ड थ्योरी से सर्किट थ्योरी में जा सकते हैं तो हम सर्किट समस्याओं माइक्रोवेव सर्किट समस्याओं को कर सकते हैं इसके अलावा हम यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि पूरे ब्रह्मांड में किसी भी बिंदु पर एंटीना द्वारा विकिरणित ई फ़ील्ड क्या हैं ई फ़ील्ड क्या है जो एंटीना देता है जो फील्ड थ्योरी से आएगा और यह जानकर कि फील्ड थ्योरी यह बताने में सक्षम होंगी कि इम्पीडेन्स क्या हैं जो ट्रांसमीटर देखता है जो रिसीवर देखता है